सुप्रभात हम व्याख्यान 6 शुरू करते हैं जैसा कि हम हमेशा व्याख्यान 5 के त्वरित सारांश के साथ शुरू करते हैं हम कुछ उदाहरणों पर गौर करेंगे और अंतिम व्याख्यान में पहले से ही विकसित किए गए चीजों पर निर्माण करेंगे आज के व्याख्यान से प्रमुख कॉम्पोनेन्ट 2 उदाहरण होंगे जो हम पिछले व्याख्यान में एक उदाहरण पर चर्चा करने की प्रक्रिया में थे हम उस एक और उदाहरण को देखेंगे जो हमें दिखाता है कि कैसे डीएसपी और विशेष रूप से अंततः मल्टी रेट rate सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करके हमें कुछ एनालॉग प्रोसेसिंग की नकल करने में मदद कर सकती है जो हमारे पास है इसके बाद हमें मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग में 2 सबसे महत्वपूर्ण तत्वों की ओर ले जाता है जहां हमारे पास वास्तव में ब्लॉक हैं जो सैंपलिंग दर को बदलते हैं इसलिए आप जिस उप सैम्पलर से परिचित होंगे उसे एक ब्लॉक द्वारा दर्शाया जाता है जिसे एक ऊपर एरो के साथ इंगित किया जाता है तो आउटपुट सिग्नल की तुलना में इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल को एक सैंपलिंग दर मिली है जो कि एल गुना अधिक है एल का एक पूर्णांक कारक इनपुट दर से अधिक है और डाउन सैम्पलर वह ऑपरेशन है जो दूसरी दिशा में जाता है यह सैंपलिंग दर कम करता है सैंपलिंग अवधि को बढ़ाती है और यह एम के एक कारक से बढ़ जाती है इसलिए अप सैंपलर और डाउनसैंपलर हमारे बुनियादी बिल्डिंगब्लॉक और मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग हैं और हम इसे उचित मात्रा में देखेंगे तो हम जल्दी से व्याख्यान 5 की प्रमुख सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और फिर उसी पर निर्माण करते हैं अगर मेरे पास एक सिग्नल है n इस डिस्क्रीट टाइम अनुक्रम पर सभी संभावित अनुक्रम संचालन को निम्नलिखित में कैप्चर किया जा सकता है तो अनुक्रम संचालन को ynx MNn N0 के रूप में दर्शाया जा सकता है ठीक है इसलिए मैं सकारात्मक शिफ्ट्स नकारात्मक शिफ्ट्स कर सकता हूं मैं सैंपलिंग दर में वृद्धि कर सकता हूं सैंपलिंग दर में कमी कर सकता हूं मेरे पास टाइम रिवर्सल भी हो सकता है इसलिए सभी संभावित संयोजन मूल रूप से 3 ऑपरेशनों से हैं शिफ्टिंग टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल और जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था संचालन का पसंदीदा क्रम होगा पहले वाला शिफ्ट ऑपरेशन होगा दूसरा एक टाइम स्केलिंग होगा और फिर तीसरा और तीसरा एक टाइम रिवर्सल होगा इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे हमने कुछ उदाहरणों पर फिर से देखा हम उस पर बहुत अधिक खर्च नहीं करेंगे यह मानकर कि यह एक अवधारणा है जिससे आप परिचित हैं फिर अंतिम कक्षा में हमने मल्टी रेट डीएसपी के एक अनुप्रयोग को भी देखा हमने एक ऐसे मामले को देखा जिसमें हमें 044Ts द्वारा शिफ्ट करने की आवश्यकता थी ठीक एक ऑडिटोरियम के ध्वनिकी की नकल के संदर्भ में मूल रूप से बस यह एक उदाहरण है जिसे हम अपने मौजूदा डीएसपी ढांचे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम केवल सैंपलिंग अवधि के गुणकों को प्राप्त कर सकते हैं और यह मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग कहती है कि हां मैं बहुत ही सरल बहुत ही सुंदर तरीकों से आवश्यक फ्रॅक्शनल डिलेस प्राप्त कर सकता हूं और यह एक फायदा जो हमारे पास है ठीक है फिर हमने डिस्क्रीट टाइम और कंटीन्यूअस टाइम के बीच एक संबंध स्थापित किया और मुझे निम्नलिखित तरीके से बस फिर से लिखने दें इसलिए हम लगातार आगे और पीछे जा रहे हैं या कम से कम डिस्क्रीट टाइम डोमेन में काम कर रहे हैं लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि एक अंतर्निहित कंटीन्यूअस टाइम सीमा है जिसे आप मूल रूप से रखना चाहते हैं एक लिंकेज है जिसे हम हमेशा रखना चाहते हैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन में यह एक अनुक्रम x n है जिसे इसके डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म Xejω के संदर्भ में दर्शाया जा सकता है ठीक है अब हमने कहा कि हम इसे संबंधित कंटीन्यूअस टाइम से जोड़ सकते हैं कह कर Xejω1Tsk ∞XcjTs 2πTsk यह हम पिछले वर्ग में इस संबंध स्थापित किया गया था क्योंकि यह कुछ और नहीं बल्कि सैंपलिंग सिग्नल Xs है जहां मैंने ωTs प्रतिस्थापित किया है तो फिर से हम जानते हैं कि x n सैंपलिंग सिग्नल कैसे प्राप्त करें आप डीरेक डेल्टास से गुणा करते हैं और फिर अनुक्रम पैदा करते हैं इसलिए आप इसे डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म से संबंधित कर सकते हैं और इस लिंक के माध्यम से कंटीन्यूअस टाइम बदल सकते हैं क्योंकि यह है यह सैंपलिंग सिग्नल xs से संबंधित है तो अंततः x n और xs जुड़े हुए हैं देखते हैं कि हमारा अंतिम तत्व है तो कल व्याख्यान का अंतिम भाग कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स के डिस्क्रीट टाइम प्रसंस्करण था सीटीसिग्नल्स का डिस्क्रीट टाइम प्रसंस्करण हमने कहा कि यदि एल टी आई को संरक्षित किया जाता है तो यदि आप समग्र प्रणाली एल टी आई है तो हम निम्न परिणाम लिख सकते हैं कि एनालॉग सिस्टम के इनपुट आउटपुट इनपुट एनालॉग कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में और आउटपुट कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के बारे में सोचा जा सकता है प्रभावी समग्र ट्रांसफर फंक्शन Heff जो इसके द्वारा दिया गया है जो डिस्क्रीट टाइम एलटीआई प्रणाली से संबंधित है जो प्रसंस्करण ब्लॉक के अंदर बैठा है तो वह होगा HeffjHejTs Ts 0 अन्यथा इसलिए हमने दिखाया कि कुछ शर्तों के तहत हम समग्र प्रणाली को एल टी आई मान सकते हैं और समग्र ट्रांसफर फ़ंक्शन Heff को डिस्क्रीट टाइम ट्रांसफर फ़ंक्शन से जोड़ने में सक्षम हो सकते हैं डिस्क्रीट टाइम प्रणाली का ट्रांसफर फ़ंक्शन ठीक है इसलिए यह प्रमुख बिंदुओं का सारांश है हमें बस तत्व पर निर्माण करते हैं लेकिन हो सकता है कि एक और अवलोकन जिसे मैं अभी आगे बढ़ने से पहले उजागर करना चाहता था आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर हमने इस बारे में बात की है कि कुछ अवसरों पर कुछ ऐसा होता है जो s2 से s2 तक जाता है और इसे एक Ts स्केल फैक्टर मिला है ठीक है अब यह वही है जो s2 के बाहर की अवांछित छवियों को हटा देता है और हमें पुनर्निर्माण देता है और हम पुनर्निर्माण फिल्टर को जानते हैं एंटी अलियासिंग फिल्टर अगर मैं s पर सैंपलिंग लेने जा रहा हूं तो वह क्या करता है उस की क्या आवश्यकता है यह एक ब्रिक वॉल फिल्टर भी है जो s2 से s2 पर जा रहा है केवल अंतर यह है कि Ts का कोई स्केल फैक्टर नहीं है लेकिन स्पेक्ट्रल गुणों के संदर्भ में वे दोनों बिल्कुल समान हैं इसलिए एंटी एलियासिंग आदर्श मामला इसलिए आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर इसलिए एंटी अलियासिंग फ़िल्टर है हम कह सकते हैं कि आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर से जुड़ा हुआ है तो सैंपलिंग और पुनर्निर्माण दोनों की प्रक्रिया फिर से समान चीजें दिखाती हैं जो आवश्यकताओं और आदर्श पुनर्निर्माण फिल्टर है ठीक इसलिए ध्यान रखें कि एक विशेष सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एंटी अलियासिंग और पुनर्निर्माण के लिए समान गुणों के फिल्टर आदर्श पुनर्निर्माण फिल्टर की आवश्यकता होती है ठीक है मुझे लगा कि आपने पहले ही इसे देख लिया होगा लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इसका उल्लेख करना चाहिए क्योंकि वे वास्तव में दिए गए s के लिए समान हैं इसलिए अब कुछ उदाहरण हैं ताकि हमारे पास मौजूद चीजों को लागू करने के लिए केवल कुछ उदाहरणों के माध्यम से चलें जो मुझे यकीन है कि आप परिचित होंगे लेकिन मैंने सोचा कि यह हमारे लिए ठीक है हम एक डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स के बारे में बात करते हैं यूनिट इम्पल्स तो यह यूनिट इम्पल्स डीरेक डेल्टा से बहुत अलग है जो हमारे पास कंटीन्यूअस टाइम में है और इसे एक सिग्नल के रूप में परिभाषित किया गया है δn1 n0 0 अन्यथा तो फिर से यह मूल रूप से एक बहुत ही उपयोगी सिग्नल है यह मिल गया है और यह 0 है हर जगह और ठीक है तो हमारे पास एक इकाई चरण फ़ंक्शन भी है δn1 n≥0 0 अन्यथा फिर से एक और बहुत बहुत उपयोगी फ़ंक्शन जब आप कौसालिटी सुनिश्चित करना चाहते हैं इस सब के लिए सही पक्षपात यह अब खेल में आता है यूनिट इम्पल्स को लिखने का एक रूप है यूनिट स्टेप का उपयोग करना जो वास्तव में एक आसान तरीका है कुछ अनुप्रयोगों के लिए आसान उपकरण तो δnun un 1 है ठीक फिर कई ऐसे सरल अनुक्रम जोड़तोड़ विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए काम में आते हैं और फिर हम इस पर प्रकाश डालेंगे लेकिन आपके लिए कुछ इसी तरह से ध्यान में रखने के लिए कुछ है एक यूनिट रैंप फ़ंक्शन जो संबंधित भी हो सकता है और कई दिलचस्प परिणाम प्राप्त कर सकता है मुझे यकीन है कि आप संदर्भ एक अनुक्रम में डिले के पहलुओं को देख सकते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यदि मेरे पास एक अनुक्रम x n है और मैं इसे एक ब्लॉक z n0 से गुजरता हूं तो मुझे आउटपुट पर जो मिलता है वह xn n0 है ठीक है वह अनुक्रम है हम प्राप्त करते हैं और n0 को एक पूर्णांक होना होता है इसलिए हम केवल उन मामलों से निपट रहे हैं मल्टी रेट तकनीकों के साथ हम एक फ्रॅक्शनल डिलेस का उत्पादन कर सकते हैं लेकिन जब आपके पास इस ब्लॉक द्वारा दिखाए गए रिश्ते द्वारा दिया गया इनपुट आउटपुट होता है तो n0पूर्णांक होना चाहिए आमतौर पर n0≥0 यह डिले से मेल खाता है अनुक्रमण के मामले में दाईं ओर शिफ्ट होता है यह एक डिले ऑपरेशन है अब कंटीन्यूअस टाइम के विपरीत हम वास्तव में अनुक्रम को बाईं ओर शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि यह एक अनुक्रम है इसे किसी भी दिशा में शिफ्ट किया जा सकता है तो हम एक नोट करते हैं कि हम n00 के साथ अनुक्रम का उत्पादन कर सकते हैं जो एक एडवांस ऑपरेटर होगा ठीक इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे हम डीएसपी में बहुत आसानी से कर सकते हैं जो हम आम तौर पर कंटीन्यूअस टाइम प्रणाली में नहीं कर सकते हैं इसलिए यह सभी अनुक्रम के लिए संभव है हम उन्हें दाईं ओर या बाईं ओर शिफ्ट कर सकते हैं या तो आप उन्हें डिले कर सकते हैं या हम उन्हें एडवांस कर सकते हैं अब उदाहरणों के भाग के रूप में मैं आपको सिर्फ आपको बताना चाहता हूं हम कुछ परिभाषाओं बुनियादी परिभाषाओं को शामिल करेंगे यह संगति के लिए उपयोगी है जब हम इन चीजों के बारे में बाद में बात करते हैं अब कौसालिटी की परिभाषा हमें बहुत सावधान रहना होगा अपनी परिभाषाओं के मामले में बहुत सख्त होना चाहिए क्योंकि ये गैर हैं ये तंग परिभाषाएँ हैं इसलिए कौसालिटी मूल रूप से कहती है कि यदि कोई अनुक्रम कौसल है तो n 0 n 0 ठीक है जो कौसालिटी के लिए एक शर्त है और इसी तरह एंटी कौसल या एंटी कौसालिटी के लिए एक शर्त है ठीक है और यह कहता है कि xn0 n≥0 इसलिए ऐसे अनुक्रम हैं जो न तो कौसल या एंटी कौसल हो सकते हैं जिसका अर्थ है कि वे नॉन कौसल अनुक्रम हैं और वे बहुत सामान्य हैं जिससे हम काम करते हैं ठीक इसलिए मुझे आपसे कुछ सरल सवाल पूछने हैं तो u n क्या यह एक एंटी कौसल अनुक्रम है नहीं लेकिन यह नॉन कौसल ठीक है इसलिए यह एंटी कौसल नहीं है क्योंकि इसे n 0 पर मान मिला है इसलिए यह एंटी कौसल नहीं है लेकिन यह प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है कि और यह या तो कौसल नहीं है यह वास्तव में नॉन कौसल है ठीक और u n 1 के बारे में क्या है जो कि एंटी कौसल होगा क्योंकि आप टाइम की 1 इकाई द्वारा un को शिफ्ट करते हैं और फिर इसे रिवर्स कर दें तो आपको एक एंटी कौसल अनुक्रम मिलेगा ठीक इसलिए सख्ती से यह परिभाषा है और यह अच्छा है कि हम इस परिणाम के साथ सहज हैं और फिर से u n 1 कैसे प्राप्त करें मुझे यकीन है कि आप इससे परिचित हैं अब कौसालिटी से संबंधित एक अन्य प्रॉपर्टी है जिसे राइट साइडेडनेस कहा जाता है ठीक है राइट साइडेड राइट साइडेड एक तरह से यह सामान्यीकरण की तरह है और यह कहता है कि n0 nn0 ठीक है और n0 सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है ठीक है तो मूल रूप से यह कहता है कि कुछ सूचकांक पर यह शुरू होता है और फिर यह केवल कुछ मूल्य से अधिक इन सूचकांक मूल्यों के लिए मौजूद होता है और यदि यह n0 0 होता है तो आपको कार्य कारण मिलता है यदि यह ऐसा कुछ है जो नकारात्मक है तो आपको नॉन कौसल अनुक्रम मिलेंगे लेकिन यह अभी भी नॉन कौसल और दाएं तरफा हो सकता है ठीक है और इसी तरह नॉन कौसल और बाएं तरफा हो सकता है इसलिए बाएं तरफा अनुक्रम कुछ ऐसा होगा n के लिए 0 है nn0 फिर से n0 सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है और इसलिए हम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए एक उदाहरण अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है तो canunहै ठीक इसलिए यह कौसल सही और ऑफ कोर्स राइट साइडेड होगा कौसल का मतलब यह सही राइट साइडेड होगा दूसरा एक दूसरा उदाहरण होगा cbnu n यह स्पष्ट रूप से लेफ्ट साइडेड है और यह एंटी कौसल नहीं है यह नॉन कौसल है ठीक है क्योंकि इसे मिला है इसे n 0 पर फिर से परिभाषित किया गया है वही प्रॉपर्टी जिसे हमने पहले चर्चा की थी जिन चीजों की हम समीक्षा नहीं करेंगे उनमें से एक टाइम की समीक्षा करने में खर्च होगी लेकिन मुझे लगता है कि आप डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड से परिचित हैं हम बड़े पैमाने पर साइनसॉइड के गुणों का लाभ उठाते हैं विशेष रूप से प्रॉपर्टी है कि वे एलटीआई सिस्टम के ऑयगन फ़ंक्शन हैं इसलिए किसी भी फार्म ej0n के साइनसॉइड डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड की फ्रीक्वेंसी 0 कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड या आपके पास acos 0nbsin हो सकता है फिर से इन सभी रूपों में एक ही प्रॉपर्टी है अब कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइड के विपरीत ये आवधिक होने की गारंटी नहीं है केवल कुछ शर्तों के तहत वे आवधिक हैं और फिर से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम मूल परिभाषाओं से परिचित हैं डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड के लिए आवधिकता इसलिए आवधिक गुण वैध है या डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड के लिए धारण करता है अगर हम एक पूर्णांक एल पा सकते हैं जैसे कि 0LK2π तो मूल रूप से के एल पूर्णांक हैं ठीक है और बहुत बार यह एक ऐसी स्थिति के रूप में कहा जाता है जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड को आवधिक कहती है यदि 02πKL और अवधि स्वयं एल का सबसे छोटा मान है तो इस समीकरण को संतुष्ट करता है ठीक है इसलिए फिर से मैं यह मान रहा हूं कि आप कुछ ऐसे हैं जिससे आप परिचित होंगे कि हम साइनडोइड में बहुत रुचि रखते हैं हम आवधिक साइनसॉइड में बहुत रुचि रखते हैं और मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग का लाभ उठाते हैं जो कि बहुत समृद्ध तरीके से होता है इसलिए हम उस उदाहरण को उठाते हैं जिसके बारे में हम आखिरी व्याख्यान में बात कर रहे थे जो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स को डिस्क्रीट टाइम प्रसंस्करण करता है मेरे पास एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है कि मैं अपने ब्लॉक में फीड कर रहा हूं पहला ब्लॉक इसे डिस्क्रीट टाइम अनुक्रम में परिवर्तित करता है इसे एक डिस्क्रीट टाइम प्रणाली एल टी आई प्रणाली का उपयोग करके प्रोसेस करता है फिर हमारे पास डी से सी ब्लॉक है डी से सी कनवर्टर जो इसे अब वापस रूपांतरित करता है एल टी आई की शर्तों के तहत हमने इनपुट से आउटपुट में प्रभावी ट्रांसफर फ़ंक्शन को डिस्क्रीट टाइम से संबंधित से दिखाया डिस्क्रीट टाइम प्रणाली का ट्रांसफर फ़ंक्शन है ठीक अब कल का व्याख्यान जिसे हम विकसित करने की कोशिश कर रहे थे और आप जानते हैं कि हम लगभग अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन हम हमें इसे वहां से लेने देंगे और अपनी चर्चा समाप्त करेंगे डिस्क्रीट टाइम प्रणाली को निम्नलिखित हस्तांतरण फ़ंक्शन मिला है जिसे हमने स्केच किया और देखा कि यह एक लौ पास फिल्टर है और इसमें स्पेक्ट्रा की आवधिक पुनरावृत्ति होगी इसलिए c से c में हमारे पास एक ट्रांसफर फ़ंक्शन है जिसे एक 1 का आयाम मिला है और फिर मूल रूप से यह 0 है शेष क्षेत्र के बीच π से तक इसलिए यदि मेरे पास कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल xs है यह Xc होगा और यह एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है मैं यह मान रहा हूं मैं एक उपयुक्त सैंपलिंग अवधि चुन रहा हूं जो कि मेरे लिए उत्पन्न होने वाले अलियासिंग से बचेंगी जो कि स्पेक्ट्रम के लिए Xs 1 Ts का स्केल फैक्टर है हमे कई प्रतिकृतियां मिली हैं जो प्रतिकृतियां S के गुणकों पर हैं जो 2πTs के बराबर हैं ठीक है अब हमने कहा कि हम कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी में मैप कर सकते हैं इसलिए यह मूल रूप से कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी को Ts से गुणा कर रहा है इसलिए यदि आप Ts से गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि यह S से मेल खाती है और फिर 2π से मेल खाती है मिडवे पॉइंट ω के बराबर है अब इसके साथ यदि आप अब सुपरइंपोज़ करते हैं तो एक बार जब आप इसे डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी में अनुवादित कर लेते हैं तो हम फ़िल्टर ले सकते हैं और इसे सुपरइंपोज़ कर सकते हैं और हमने कहा कि अगर यह वही था जो यह मिला है तो अगर यह c से c तक होता है तो यह एक आवधिक स्पेक्ट्रम होगा लेकिन हम π से π के बीच ध्यान केंद्रित करेंगे π से π के बीच में इस फॉर्म का एक फिल्टर आता है तो मूल रूप से क्या बंद हो जाता है सिग्नल के किसी भी हिस्से में जो c के बाहर है वह डिजिटल लो पास फ़िल्टर द्वारा हटा दिया जाता है ठीक है तो आपको जो टाइम टाइम पर स्पेक्ट्रा मिलता है वह इस नीले रंग की आकृति जैसा दिखता है जो हमारे पास है और फिर जब आप पुनर्निर्माण के अंतिम चरण में आते हैं तो आप इसे एक लौ पास फिल्टर से गुणा करते हैं जो फिर से a Ts Ts से Ts या s2 से s2 से मेल खाता है ये सभी हैं उन फ्रीक्वेंसी मार्कर के समतुल्य निरूपण और फिर अन्य सभी छवियों को हटा दिया जाएगा और इसलिए हम जिस चीज़ से बचे रहेंगे वह है स्केल फैक्टर अब चला गया है और जो हम साथ छोड़ रहे हैं वह मूल स्पेक्ट्रम का एक भाग या प्रतिकृति है लेकिन cTs के बाहर के अंशों को हटा दिया गया है और इसकी वजह यह है कि लौ पास फिल्टर जो कि डिस्क्रीट टाइम में कंटीन्यूअस था यह वह जगह है जहां हम पिछले व्याख्यान में रुक गए इसलिए इस उदाहरण की प्रक्रिया या बुनियादी ढांचा है जहां हमने एनालॉग सिग्नल के लिए डिस्क्रीट टाइम लौ पास फ़िल्टर लागू किया और एक एनालॉग सिग्नल प्राप्त करने के लिए इसे फिर से जोड़ा जहां स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है मूल रूप से यदि यह वैसा ही होगा जैसा कि आपके पास एक कंटीन्यूअस टाइम फ़िल्टर था जो आपके कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल पर चल रहा था तो ठीक है यह बुनियादी ढांचा है क्या यह ठीक है पहली बात यह है कि सुदृढ़ीकरण करना चाहते हैं Heff क्या है इसलिए अगर में आपसे कहता आप मेरे लिए Heff स्केच करें तो हम कहें कि मुझे परिमाण में दिलचस्पी है समग्र प्रतिक्रिया क्या होगी इसलिए समग्र प्रतिक्रिया Heff के साथ 1 की परिमाण का लौ पास फ़िल्टर होगा यह cTs से जाता है क्योंकि वही है जो मैंने कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित किया है यह cTs से होगा जो वास्तव में Heffj है और यह है इसे हम कॉल कर सकते हैं यदि आप मान ले तो मेरे पास cTsc था इसलिए मूल रूप से डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था अगर मैं इसे मैप करना चाहता हूं तो मैं कंटीन्यूअस टाइम में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को परिभाषित कर सकता हूं जो cTs के बराबर है इस तरह से आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ कंटीन्यूअस टाइम में एक लौ पास फिल्टर निर्दिष्ट करेंगे इसलिए यह c होगा यह cहोगा ठीक विशेष रूप से मैं इसे दोहरा रहा हूं हम आराम से जा रहे हैं एक विशेष स्पेक्ट्रम खींच रहे हैं और उन्हें कंटीन्यूअस टाइम में या इस बराबर डिस्क्रीट टाइम अंकन में लेबल कर रहे हैं ताकि हम अब ठीक हैं मुख्य तत्व चर्चा में लाते है जो अब है अनुसरण होगा इसलिए कृपया ध्यान दें कि हम चार टिप्पणियों का एक सेट बना रहे हैं ठीक है और मुझे यह सुनिश्चित करने में टाइम लगेगा कि उनमें से प्रत्येक अवलोकन स्पष्ट है पहला अवलोकन यह है कि c हम उस चीज़ के रूप में लेते हैं जो तय हो गई है क्योंकि वह लौ पास फ़िल्टर है जो पहले ही डिज़ाइन किया जा चुका है और यह हमें दिया गया है दूसरा यह है कि 0 दिया गया है ठीक है मुझे एक सिग्नल दिया गया है कुछ बैंड लिमिटेड प्रॉपर्टी है ठीक अब इस चित्र पर मौजूद आकृति के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि जब मैं Ts बदलता हूं तो क्या होता है Ts कुछ ऐसा है जो मुझे चुनने के लिए मिलता है मुझे पता है कि मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए क्या चुनना चाहिए कि कोई अलियासिंग नहीं है इसलिए Ts अलग अलग होने से क्या होता है मैं c नहीं बदल सकता 0 मुझे दिया गया है लेकिन ध्यान दें कि प्रभावी फ़िल्टर Heffj Ts की पसंद से स्केल किए गए संकरा या चौड़ा होने जा रहा है Ts को बदलकर हम बैंडविड्थ अलग अलग कर सकते हैं प्रभावी बैंडविड्थ लौ पास फिल्टर की चौड़ाई बदल सकते है क्योंकि लौ पास फिल्टर की चौड़ाई Ts पर निर्भर करती है मुझे Ts चुनने के लिए मिलता है ठीक है इसलिए लौ पास फ़िल्टर की चौड़ाई अब यह एक या प्रभावी रूप से Heff की बैंडविड्थ है अब यह वास्तव में एक फायदे है क्यों आप डिस्क्रीट टाइम प्रसंस्करण के लिए डिस्क्रीट जाना चाहते हैं हम कहते हैं कि आप निश्चित नहीं हैं कि बैंडविड्थ क्या है कि आप आपको कैसे कटौती करने की आवश्यकता है जहां आपको कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को काटने की आवश्यकता होती है और आप उस लचीलेपन को बनाए रखना चाहते हैं लेकिन आप अपने एनालॉग फ़िल्टर को फिर से डिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जाना और केवल एक चीज जिसे आपको चुनने की आवश्यकता होगी Ts आप इसे बहुत संकीर्ण चाहते हैं फिर आप क्या करेंगे आप Ts का उच्च मान Ts का बड़ा मान Ts का बड़ा मान का मतलब मूल रूप से कम सैंपलिंग दर हैं टाइम अवधि का बड़ा मान कम सैंपलिंग दर कहेंगे तो फिर फ़िल्टर यदि आप दूसरी दिशा में जाते हैं जहां आप Ts के छोटे मूल्य को चुनते हैं तो आप सिग्नल के अधिक भाग को ठीक से गुजरने की अनुमति देते हैं इसलिए यदि आप उस अवलोकन के साथ सहज हैं तो हमें दूसरा अवलोकन लिखें इसलिए दूसरा अवलोकन निम्नलिखित है अब यदि 0यदि आपके पास है हमें बताएं कि क्या आपने अपने Ts का चयन इस तरह किया है कि यह रिश्ता cTs है ठीक है क्या होगा अगर होता है यह क्या होता है इसका मतलब यह होगा कि कोई फ़िल्टरिंग नहीं है क्योंकि 0 की तुलना में Ts चौड़ा है इसलिए आपका इनपुट सिग्नल मूल रूप से आपके इनपुट सिग्नल के माध्यम से जाएगा और दूसरे छोर पर बाहर आएगा उसे कुछ भी नहीं होगा ठीक है फिर से दिलचस्प अवलोकन क्योंकि आप इस प्रक्रिया में फ़िल्टर नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं भले ही यह फ़िल्टर में जा रहा हो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इनपुट सिग्नल को कुछ नहीं होता है फिर यह मूल रूप से एक दिलचस्प अवलोकन है इसका मतलब यह है कि कोई फ़िल्टरिंग नहीं है इसलिए आप वास्तव में देख सकते हैं कि आप फ़िल्टरिंग को बदल सकते हैं जहाँ बहुत अधिक फ़िल्टरिंग से लगभग कोई फ़िल्टरिंग नहीं है ठीक है अब यहाँ अब तक हुई हमारी चर्चाओं के संदर्भ में बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर विचार किया गया है यह मानते हुए कि मुझे कोई अलियासिंग नहीं करना है ठीक है मैं अलियासिंग नहीं करना चाहता तो अब एक डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर है वहाँ है कि मुझे एक सैंपलिंग अवधि चुननी होगी और मुझे पता है कि मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है मैं अपनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कैसे चुनूंगा इसलिए यदि मैं कहना चाहता हूं कि कोई अलियासिंग नहीं है s≥2 0 से मैं अपनी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी प्राप्त करूंगा इसलिए Ts2πs इसलिए यह बहुत स्पष्ट है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इस बारे में सोचें या विचार करें कि डिस्क्रीट टाइम में इसका क्या अर्थ है तो मेरा डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर c से c तक है ठीक है जो मेरा डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर है अब अगर आप इनपुट स्पेक्ट्रम सिग्नल स्पेक्ट्रम के बारे में सोचते थे जो कि 0 से 0 तक चला गया था जब मैं सैंपलिंग की प्रक्रिया के बाद प्रतिनिधित्व करता हूं और मैंने अपने सिग्नल का अनुवाद किया अब डिस्क्रीट टाइम डोमेन में क्या स्थिति है कि अलियासिंग नहीं होता है आपने प्रश्न को समझा सैंपलिंग की प्रक्रिया मुझे कंटीन्यूअस टाइम से सैंपल डोमेन तक ले जाती है संबंध Tsω के आधार पर फ्रीक्वेंसीयों का मानचित्र यह वह है जो संबंध को मैप करता है इसलिए इसका मतलब है कि इनपुट स्पेक्ट्रम जो 0 से 0 तक है वह डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी 0 से 0 तक में मैप किया गया है और जिस तरह आपके पास कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में डिस्क्रीट में कोई अलियासिंग नहीं होने के शर्त है उसी तरह डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अलियासिंग नहीं होने के लिए संगत स्थिति क्या है ठीक है इसलिए अगर मेरे पास इसकी एक ड्राइंग है तो यह 0 से 0 तक है इस की पुनरावृत्ति 2π पर है यह फ्रीक्वेंसी 2π 0 होने वाली है और अलियासिंग के लिए शर्त 2π 0 होगी जैसे हमने कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में अब एलियासिंग के लिए स्थिति लिखी है आप इसे 2π 00 या दूसरे शब्दों में 0 के रूप में लिख सकते हैं उच्चतम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेन्ट को π से कम के लिए मैप करना होगा जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है क्योंकि आप पाएंगे कि अगर आपने इस शर्त को पूरा नहीं किया तो क्या होगा आप एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां यह चौड़ा हो इस मामले में यह चौड़ा होता और फिर इस हिस्से में आप अलियासिंग के साथ होते और फिर से इसलिए अलियासिंग धारणा केवल कंटीन्यूअस टाइम में ही नहीं है यह वास्तव में है जब आप पूरी तरह से डिस्क्रीट टाइम डोमेन में काम कर रहे हैं तब भी आपको अलियासिंग की अंतर्निहित समझ हो सकती है ठीक है इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि मुझे पता है कि मैं जा रहा हूं यह चौथा अवलोकन है हमें दिया गया है कि हम निम्नलिखित फ़िल्टरिंग करने जा रहे हैं ठीक cसे c है ठीक इसलिए या दूसरे शब्दों में प्रभावी फ़िल्टरिंग cTs से cTs ठीक है या दूसरे शब्दों में अगर मैं इसे कंटीन्यूअस टाइम से संबंधित कर सकता हूं तो मैं एक फिल्टर के साथ फ़िल्टरिंग करने जा रहा हूं जो मूल रूप से cसे c तक जाता है यह Heff ठीक है अब मैं यह शर्त रखना चाहता हूं कि अलियासिंग का कोई असर न हो अलियासिंग का कोई प्रभाव नहीं है यह कोई अलियासिंग नहीं है कृपया ध्यान दें कि मैं केवल यह कह रहा हूं कि मुझे पता है कि मैं कुछ फ़िल्टर करने जा रहा हूं और यह के बाहर की सभी फ्रीक्वेंसीयों को मारने वाला है अब अलियासिंग के प्रभाव के लिए क्या स्थिति है इसलिए दूसरे शब्दों में मैं अपनी सैंपलिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में अलियासिंगको आने की अनुमति देने जा रहा हूं लेकिन मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि मूल रूप से इसका मतलब यह होगा कि अगर मेरे पास इनपुट स्पेक्ट्रम है जो इस फॉर्म का है 0से 0 तो हम कहते हैं कि यहां कहीं c की सीमा है जो कि c से c है अलियासिंग नहीं हो उसके लिए आपको इस बिंदु से परे अपनी प्रतियां बनाने की आवश्यकता होती है यह कोई अलियासिंग नहीं है ठीक इसलिए यह अलियासिंग के लिए शर्त है लेकिन मूल रूप से अलियासिंग के कोई प्रभाव के लिए शर्त नहीं है कहते हैं कि आपकी छवि यहां हो सकती है ठीक है अलियासिंग होगा लेकिन मेरा लौ पास फ़िल्टर इसे बाहर ले जाने वाला है इसलिए मैं अभी भी ठीक हूं इसलिए यदि यह s है तो यह एड्ज s 0 s 0c है ठीक है क्योंकि अगर यह सच है तो मुझे पता है हालांकि सैंपलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से अलियासिंग होगा क्योंकि मेरी फ़िल्टरिंग प्रक्रिया वैसे भी मेरे स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्सों से छुटकारा पाने के लिए जा रही है मैं इसे संतुष्ट करने जा रहा हूं ठीक है अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप उस मामले के बारे में बात करने के लिए इतना प्रयास क्यों करते हैं जहां आपको अलियासिंग है लेकिन अलियासिंग का कोई प्रभाव नहीं है ठीक है क्योंकि यदि आप अपनी सैंपलिंग दर न्यूनतम रखना चाहते हैं तो ठीक है आप अनावश्यक रूप से नहीं चाहते हैं अपनी सैंपलिंग दर में वृद्धि करें और आप जानते हैं कि आप जो निश्चित प्रसंस्करण करने जा रहे हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं यह ठीक उसी प्रकार है जैसा हमने सीडी प्लेयर में किया था जब हमने सीडी सामग्री के निर्माण को देखा था और यह वही है जिसे हम देख रहे थे ठीक इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम निर्माण करते हैं और फिर जैसा कि हम यह दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि यह वह स्थिति है जिसे हमें अच्छी तरह से अलियासिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए मैं मान रहा हूं कि यह बैंड लिमिटेड के साथ करना है इसलिए मुझे लगता है कि जब तक मैंने एंटी अलियासिंग फिल्टर की आवश्यकता को पूरा किया था यदि आप थे यदि आपके पास कुछ ऐसा है जो बैंड लिमिटेड नहीं था और आप एक सैंपलिंग प्रक्रिया करने जा रहे थे और आप अलियासिंग नहीं चाहते थे प्रोफेसर छात्र वार्तालाप शुरू होता है इस स्थिति में हां क्योंकि आप इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में सोच सकते हैं जहां एंटी अलियासिंग फिल्टर मूल रूप से ओमेगा नॉट तक फ़िल्टर करेगा लेकिन आप एक सैंपलिंग अवधि चुन रहे हैं जो अलियासिंग का कारण बनने वाला है यदि ये था देखें यदि आप 0 तक बैंड लिमिटेड नहीं हैं तो एक समस्या है क्योंकि अगर आप 0 तक बैंड लिमिटेड नहीं हैं तो क्या होगा क्या आप मेरे लिए स्केच कर सकते हैं जो कि अच्छा लगेगा ठीक है यदि यह 0 तक सीमित नहीं था तो मेरा इनपुट स्पेक्ट्रम कुछ अधिक व्यापक होगा और मैं पहले की तरह s चुनूंगा फिर क्या होगा कॉपी यह आ जाएगा और मेरा कम पास फिल्टर है इसलिए मेरी रुचि का सिग्नल वास्तव में इस हिस्से में दूषित हो गया है इसलिए इस विशेष उदाहरण के लिए जिस तरह से हमने इसे प्रस्तुत किया है उसे काम करने के लिए आपके इनपुट सिग्नल को 0 तक सीमित होना चाहिए इसलिए एंटी अलियासिंग फिल्टर को वहां खेलने के लिए एक भूमिका मिली है लेकिन आपने जानबूझकर न्यक्विस्ट का उल्लंघन किया है क्योंकि आप जानते हैं कि आप केवल एक संकीर्ण हिस्से में ही रुचि रखते हैं पूरे इनपुट स्पेक्ट्रम नहीं सही है यह एक अच्छा सवाल है प्रोफेसर छात्र वार्तालाप समाप्त होता है हालांकि हाँ इसलिए जब तक इनपुट सिग्नल बैंड 0 तक सीमित था यह ढांचा काम करेगा यह काम करेगा और यह एक कारण है कि आपके पास हमेशा एक एंटी अलियासिंग फिल्टर होगा जो आपकी सैंपलिंग प्रक्रिया से पहले होगा क्योंकि आप हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप नियंत्रण में हैं कि अलियासिंग कितना और कब होगा और कितना अलियासिंग होगा कुछ ऐसा जो आप हमेशा रखना चाहते हैं इसलिए हम अब क्या करना चाहते हैं एक पहलू पर चलते हैं कि मुझे यकीन है कि आप यथोचित परिचित हैं और मैं उस भाग को उठाना चाहूंगा जो कि टाइम स्केलिंग के टाइम का पहलू है क्योंकि टाइम स्केलिंग क्या मैं यह पहले करना चाहता था ठीक है हाँ मैं वास्तव में इस चर्चा को खत्म करना चाहता था इससे पहले कि हम ठीक हो जाते इसलिए हमने कहा कि डी से सी में पुनर्निर्माण रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए हमें सैंपलिंग xn को बदलने की आवश्यकता है यह केवल संख्याओं का एक क्रम है आपको उन्हें एक इम्पल्स वाली ट्रेन डायराक डेल्टा में बदलना चाहिए जहां आपके पास xn द्वारा मापे गए इम्पल्स की ऊंचाई है जो आपको xs प्रदान करेगा और फिर आप इसे एक आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर के माध्यम से पास करते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी और अब व्यावहारिक मामले में हम यह कैसे करेंगे क्योंकि इस इम्पल्स अनुक्रम ट्रेन को बनाना मुश्किल हो रहा है इसलिए व्यावहारिक परिदृश्य में हम वह करते हैं जिसे सैंपलिंग कहा जाता है और होल्ड करें इसलिए हम x n के इस मान को लेते हैं और फिर एक स्टेरकासे फ़ंक्शन बनाते हैं जो कि डीरेका डेल्टा नहीं है लेकिन मूल रूप से सिग्नल की एक स्टेरकासे पहुंचता है जिसे हम बनाना चाहते हैं ठीक है इसे ज़ीरोथ ऑर्डर होल्ड कहा जाता है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण है और यह ऐसा कुछ है जो अधिकांश सर्किट डिज़ाइनर बहुत अपने डिज़ाइन में बहुत सावधानी रखते हैं और इसके कुछ तत्व आप ओपेनहेम और शेफ़र सेक्शन 84 में देख सकते हैं ठीक है कि अध्याय 4 ठीक है कृपया एक नज़र डालें लेकिन मैं जो करना चाहता हूं वह केवल आपको इंगित करने के लिए है कि हां हम अपने बहु दर संदर्भ में इन प्रकार के दोषों का आसानी से ध्यान रख सकते हैं तो स्टेरकासे समारोह क्या है स्टेरकासे के कार्य को निम्नानुसार देखा जा सकता है एक सिग्नल के साथ एक डीरेका डेल्टा को सजाया गया है जिसे 0 से Ts तक निम्नलिखित इम्पल्स प्रतिक्रिया मिली है इसे 1 की ऊंचाई मिली है और यह अब एक डीरेका डेल्टा है यदि इन 2 को हल करता है तो हमें स्टेरकासे का पहुंचता प्राप्त होता है इसलिए जहां भी डेल्टा होता है मैं दृढ़ हो जाता हूं और मुझे इस प्रकार की स्टेरकासे प्राप्त होती हैं अब अगर मैं इसे h0 h0 के रूप में बताता हूं कि यह एक ज़ीरोथ ऑर्डर होल्ड है तो आप कर सकते हैं मुझे यकीन है कि आप फॉरिएर को H0 के रूप में बदलने में सक्षम होंगे ठीक है आप जो भी करेंगे आप उसे Ts 2 द्वारा आगे बढ़ाएंगे फिर आपको एक सममित तरंग मिलेगी जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए e jTs2 वह पारी है तो आपको एक आयताकार फ़ंक्शन मिलता है जो निम्नलिखित का अनुमान लगाएगा आपको एक H0je jTs2sin Ts2 तो यह फूरियर रूपांतरण की एक्सप्रेशन है हम इसमें क्यों रुचि रखते हैं क्योंकि हम यह देखने के लिए इच्छुक हैं कि यह स्पेक्ट्रल विशेषताएं क्या हैं स्पेक्ट्रल विशेषताएं निश्चित रूप से एक सिंक फ़ंक्शन है जो 2πTs 4πTs वे हैं शून्य क्रॉसिंग लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यहां है कि स्पेक्ट्रम का कौन सा हिस्सा है जिसे मैं अंत में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में रुचि रखता हूं Ts से Ts तक तो इस सिंक फंक्शन के बहुत सारे स्पेक्ट्रल इफेक्ट्स मेरी रुचि के दायरे से बाहर हैं इसलिए यह Ts से Ts है अब वह कहां से आएगा कि पुनर्निर्माण फिल्टर ठीक से आ जाएगा इसलिए ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विशेष आयताकार तरंग को एक ईमानदारी से प्रतिक्रिया मिली है नोट करने के लिए एक और कारक हो सकता है यदि आप मूल रूप से फेज प्रतिक्रिया को देखते हैं jTs2 तो इसका मतलब है कि इसे Ts 2 के ढलान के साथ लीनियर फेज मिला है तो यह चरण है यह फेज प्रतिक्रिया है एक और परिमाण प्रतिक्रिया ठीक है अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम एक कैस्केडिंग में रुचि रखते हैं इसलिए मूल रूप से क्या होगा इस इम्पल्स ट्रेन को अब स्टेरकासे फ़ंक्शन द्वारा बदल दिया गया इसके बाद एक पुनर्निर्माण फ़िल्टर आएगा इसलिए हम अब पुराने मूल पुनर्निर्माण फ़िल्टर का उपयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन अब हमें Hr और Hrj पर स्थिति का उपयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि यह H0 द्वारा गुणा किए गए फ़िल्टर का एक कैस्केडिंग आदर्श पुनर्निर्माण के बराबर होना चाहिए या मुझे यह पसंद आएगा संभव के रूप में आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर के जितना करीब हो सके इसलिए यह मूल रूप से मुझे बताता है कि इस Hr की प्रतिक्रिया क्या है क्योंकि अब हमें HrjHrjH0j डिज़ाइन करना होगा इसका मतलब है कि जो भी विकृति है उसकी भरपाई मैं अवश्य करूंगा कि स्टेरकासे का पहुंचता ऐसा करने जा रहा है मूल रूप से आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर निम्नलिखित Ts से Ts तक होगा अब स्टेरकासे का पहुंचता मेरे सिग्नल में एक गिरावट का कारण बना तो क्या हुआ मुझे यह करने की आवश्यकता है कि मूल रूप से यह कम्पेंसेटेड फ़िल्टर अब एक प्रतिक्रिया होगी मेरे सिग्नल में और निश्चित रूप से यह है कि क्षतिपूर्ति करता है यह परिमाण क्षतिपूर्ति है और आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर की फेज प्रतिक्रिया एक शून्य फेज फ़िल्टर है इसलिए यह चरण के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या करेगा यह एक फेज पेश करेगा जिसे प्लस Ts 2 का ढलान मिला है ठीक इसलिए यह अब मेरा पुनर्निर्माण है फ़िल्टर इसलिए Hr को लाल रेखा द्वारा दी गई परिमाण प्रतिक्रिया मिली है इस पंक्ति द्वारा दी गई एक फेज प्रतिक्रिया मिली है अगर मैं अब HrjH0 का उपयोग करता हूं तो मुझे प्रभावी रूप से एच आदर्श पुनर्निर्माण फ़िल्टर ठीक है अब इन प्रकार के मुआवजे के साथ एनालॉग फ़िल्टर को डिजाइन करना मुश्किल हो सकता है इसलिए यह है कि एक बार फिर डीएसपी और मल्टी रेट डीएसपी आ सकता है क्योंकि आप मूल रूप से पूर्व मुआवजा कर सकते हैं आप इनपुट सिग्नल x n के लिए क्षतिपूर्ति कर सकते हैं इस स्टेरकासे के पहुंचता में चला जाता है ताकि आप इसके लिए क्षतिपूर्ति कर सकें इसलिए मूल रूप से मुआवजा वास्तव में विरूपण होने से पहले किया जाता है और आप डिस्क्रीट टाइम डोमेन में ही इसकी देखभाल करते हैं तो बस आपको इस सोच के साथ छोड़ने की आवश्यकता है कि बहुत अधिक शक्ति है या आप डिस्क्रीट डोमेन में चीजों को करने की क्षमता जानते हैं वास्तव में खुद को प्रकट करते हैं जब हमें वास्तव में 2 डोमेन के बीच 2 खंडों के बीच आगे और पीछे जाना होता है और इसलिए यह एक ऐसी जगह है जहां हम लाभ उठाएँगे और बहुत सी ऐसी चीजों का निर्माण करेंगे जिनकी हम ठीक ठाक दिलचस्पी रखते हैं इसलिए एक और उदाहरण है कि मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा कि यह ओपेनहेम और शेफ़र में काम किया गया उदाहरण है इसलिए मुझे सिर्फ समस्या का बयान देना चाहिए समस्या बयान मूल रूप से कहती है कि हम एक डिफ्रेंटिएटर को डिजाइन करने में रुचि रखते हैं ठीक है अब अगर मेरा इनपुट सिग्नल केवल बैंड सीमित है तो मैं सैंपलिंग कर सकता हूं मैं केवल सैंपल दे सकता हूं अगर मेरा इनपुट सिग्नल बैंड को आदर्श पुनर्निर्माण सीमित करता है आदर्श डिफ्रेंटिएटर यदि आप एक आदर्श डिफ्रेंटिएटर को निम्न प्रतिक्रिया मिली है यह Hcjj है यह एक ऐसी रेखा होगी जो 45 डिग्री तक जाएगी जो एक परिमाण प्रतिक्रिया है और बिंदीदार और धराशायी रेखा से परे है और फेज प्रतिक्रिया सकारात्मक फ्रीक्वेंसीयों के लिए 2 होगी 2 के लिए नकारात्मक फ्रीक्वेंसीयों अब अगर ऐसा होता है कि आपका इनपुट सिग्नल कुछ ओमेगा शून्य तक सीमित है तो आपको इन गुणों को उससे परे संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो जो तब कहता है कि अगर यह सीमित है तो मैं सबसे पहले अपने सिग्नल का सैंपलिंग ले सकता हूं इसलिए मैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन पर जा सकता हूं और यदि मैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जा सकता हूं तो मैं एक डिस्क्रीट टाइम डिफ्रेंटिएटर डिजाइन कर सकता हूं और फिर वापस आ जाओ इसलिए मूल रूप से डिस्क्रीट टाइम डिफ्रेंटिएटर में करने की मेरी क्षमता है मेरे पास उन डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं इसलिए हमारा डिस्क्रीट टाइम डिफ्रेंटिएटर कैसे दिखेगा यह to तक होगा यह रेखा ऊपर जा रही होगी और इसी तरह आपके पास इस फेज की प्रतिक्रिया -π से तक है यह है और फिर और इसलिए इसका उपयोग करते हुए आप कह सकते हैं कि मैं अपने सिग्नल का सैंपलिंग लूंगा इसे एक डिस्क्रीट टाइम डिफ्रेंटिएटर के माध्यम से पारित कर दूंगा और फिर इसे वापस बदल दूंगा और मैं पता नहीं होगा कि क्या मैंने एक कंटीन्यूअस टाइम डिफ्रेंटिएटर या डिस्क्रीट टाइम डिफ्रेंटिएटर किया था और यह व्यावहारिक अनुप्रयोग में एक डिफ्रेंटिएटर डिजाइन करने के लिए मेरे लिए बहुत आसान और अधिक लचीला तरीका होगा इसलिए कृपया फिर से देखें कि हम इसे अगली कक्षा में यहाँ से उठाएंगे जिसे हम देखने जा रहे हैं या जा रहे हैं उसमें प्रवेश करना उस टाइम के पैमाने का क्षेत्र है जब मैं सैंपलिंग अवधि को निम्न में कैसे बदल सकता हूं सैंपलिंगकरण अवधि या उच्च सैंपलिंग अवधि के लिए स्पेक्ट्रल प्रभावों के संदर्भ में क्या निहितार्थ हैं और मैं इसके साथ कैसे व्यवहार करता हूं और मैं इसका लाभ कैसे उठाता हूं